बायोरिएक्टर्स इस एनपीटीइएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स में 10 घंटे के कोर्स में व्याख्यान संख्या तीन में आपका स्वागत है पहले दो व्याख्यानों में हमें पता चला कि बायोरिएक्टर क्या थे वे किस तरह के उत्पाद बनाते हैं सामान्य प्रकार के बायोरिएक्टर क्या हैं जिनका उपयोग किया जाता है कार्यप्रणाली के तरीके क्या हैं मुख्य रूप से हमने बैच कंटीन्यूअस और सेमी बैच या फेड बैच और अन्य कार्यप्रणाली के विवरण देखना शुरू किया पहला पहलू हमने देखा था कि एक स्वच्छ स्लेट कैसा था क्योंकि हमने कहा कि हम सभी अवांछित जीवों को मारते हैं जो वहां हैं एक स्वच्छ स्लेट बनाते हैं और फिर अपनी रुचि के जीवों को बायोरिएक्टर में प्रवेशित करते हैं वांछित उत्पाद का उत्पादन करता है स्वच्छ स्लेट प्राप्त करने के लिए तीन मुख्य तरीके संभव हैं तापमान आधारित या रसायन आधारित रासायनिक वाष्प आधारित और विकिरण आधारित जैसे गामा और यूवी फिर ताप निर्जमिकरण और ताप आधारित पहलुओं को विस्तार से देखा क्योंकि हमारे पास निर्जमिकरण प्रक्रिया को प्रारूपित करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त जानकारी होना प्राथमिकता है यह सभी बिन्दुओं पर विश्लेषण के बारे में है यह हमें बहुत सारी अंतदृष्टि भी प्रदान करता है लेकिन प्रायोगिक पहलू उचित प्रक्रियाओं को प्रारूपित करने में सक्षमता के लिए आवश्यक है संदर्भ समय 0155 में ताप निर्जमिकरण के अंतर्गत उच्च तापमान में जीवित कोशिका की प्रतिक्रिया दर्शित है y अक्ष पर प्रतिशत् जीवित कोशिका सांद्रता बनाम x अक्ष पर समय है और जब यह लॉग पैमाने पर होता है तब संबंध रेखीय होता है इसके अलावा ताप में वृद्धि के साथ ढलान में कमी होती है यहाँ हम इस तरह की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे है इस स्थिति का विश्लेषण करना संभव हैं यदि हम मानते है कि फर्स्ट आर्डर रिलेशनशिप की तरह सांद्रता में कमी दर को जीवित कोशिका सांद्रता के सीधे समानुपाती है यह कार्यप्रणाली बैच बायोरिएक्टर में हो रहा है इसके लिए एक संतुलन लिखा गया है यह संचालक समीकरण है 𝑥𝑣 का 𝑑𝑑𝑡 − 𝑘𝑑 𝑥𝑣 के बराबर है dxvdt kdxv यदि इसे हल करते हैं तो In का 𝑥𝑣 शून्य बटा 𝑥𝑣 𝑘𝑑𝑡 के बराबर है इस समीकरण से समय प्राप्त होता है ln xv0xv kd t जीवित कोशिका सांद्रता xv से नीचे जाने के लिए आवश्यक समय 2303 बटा kd और लघुगणक 10 के आधार पर xv शून्य बटा xv होता है t2303kdxv0xv जैसा कि आप महसूस कर सकते हैं यह प्राकृतिक लॉग है इसमें 10 के आधार पर लाग का कन्वर्शन फैक्टर 2303 है लेकिन यहाँ यहां मुख्य बात यह है कि हमारे पास समय है जो जीवित कोशिका सांद्रता को विशेष परिस्थितियों में 𝑥𝑣 शून्य से 𝑥𝑣 तक नीचे जाने के लिए आवश्यक है कुछ निश्चित शर्तों के तहत हम यहां पहुंचे और फिर हमने एक दशमलव में कमी की दर को भी देखा जो कि एक निश्चित तापमान पर जीवित कोशिका सांद्रता में 10 गुणा कमी के लिए आवश्यक है 10 गुणा कमी के लिए हमें 𝑥𝑣 शून्य को 𝑥𝑣 से बदलना होगा xv0xv10 दशमलव में कमी की दर 2303 बटा 𝑘𝑑 के रूप में प्राप्त करते हैं D2303kd इस बिंदु पर एक समस्या सौंपी गई थी अभ्यास समस्या 11 हमने यह पढ़ा कि एक बायोरिएक्टर का उपयोग करने से पहले उसका निर्जमिकरण होना चाहिए बायोरिएक्टर में उपस्थित विलयन में एकल कोशिका समान ताप प्रतिक्रिया की विशेषताओं के साथ होती हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर जीवित कोशिका सांद्रता को अपने मूल मान के 20 तक कम करने में 5 मिनट्स लगते हैं दशमलव में कमी का समय और b निर्धारित करने के लिए जीवित कोशिका सांद्रता को अपने मूल मान के 01 प्रतिशत् तक कम करने में समान शर्तों के तहत कितना समय लगेगा यह प्रश्न या समस्या सौंपी गई थी जब हमने पिछले व्याख्यान संख्या 2 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था मुझे आशा है कि आपको यह काम करने का मौका मिला होगा जैसा कि मैंने पहले वादा किया गया था अगले व्याख्यान की शुरुआत में सौंपी गई समस्याओं का समाधान करेंगे हम पहले इस समस्या को हल करके व्याख्यान शुरू करेंगे समस्या हल करने के बारे में पहले थोड़ा बात करते हैं समस्या को सुलझाना एक उच्च स्तरीय कौशल है यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति या तो अच्छा गा सकता है या अच्छी तरह से नृत्य कर सकता है या कोई खेल अच्छा खेल सकता है या वह आ सकता है जिसे आप कौशल मानते हैं और इसके साथ आपका ख़ास लगाव है इसी तरह समस्या को हल करना भी एक कौशल है वास्तव में यह ज्ञात कार्यक्षेत्र में उच्च स्तरीय कौशल है कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से अच्छा लगेगा जैसा कि कुछ लोग हैं जिनके पास संगीत में नृत्य में और इसी तरह आगे बढ़ने की प्राकृतिक क्षमता है यदि आपके पास प्राकृतिक क्षमता है तो यह प्रारंभिक भाग समस्या को हल करने का विवरण है आप पहले से ही अच्छे स्तर पर हैं मुझे लगता है कि आपको अभ्यास जारी रखना चाहिए जो समस्याएं दी गई हैं उन्हें ठीक ढंग से करना चाहिए प्राकृतिक कौशल के रूप में हल करने में समस्या नहीं है हमारे लिए उस हुनर को चुनना जरूरी है क्योंकि शिक्षा के पेशे के लिए यह जरूरी है और यदि आपके पास प्राकृतिक कौशल नहीं है लेकिन आप कुछ अच्छा करना चाहते है तो आपको इसे प्राप्त की आवश्यकता है इसे प्राप्त करने के लिए बेशक हम अभ्यास करते हैं प्रयास करते हैं और फिर हम समस्याओं को हल करने में सक्षम होने के लिए एक निश्चित स्तर पर पहुंचते हैं मुझे यकीन है कि लगातार अच्छे प्रयास के साथ आप समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे हम अपने आप को इस पाठ्यक्रम के क्लोज एंडेड समस्याओं में खुद को सीमित कर देंगे क्लोज एंडेड समस्याएँ एक ऐसी समस्या हैं जिनमें समस्या के समाधान के लिए आवश्यक सब कुछ या तो समस्या कथन में दिया होता है या आपके पाठ्य सामग्री के माध्यम से ज्ञात हो जाता है यह ओपन एंडेड समस्या से अलग है जिसमें सभी जानकारी नहीं होती है जो अन्य स्रोतों साहित्य आदि से जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर समस्या का समाधान किया जाता हैं वास्तव में मैं नियमित सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों में हल करने के लिए ओपन एंडेड समस्या देता हूं क्योंकि इसके लिए लंबा समय लगता है यह छात्रों के लिए बहुत अच्छा सीखने का अनुभव है यह प्रारूप हमें प्रभावी ढंग से ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है अतः इस पाठ्यक्रम के लिए क्लोज एंडेड समस्याओं के समाधान को देखते है यदि आप सुव्यवस्थित ढंग से समस्या को सुलझाने के कौशल को विकसित करने में रुचि रखते हैं तब आप इस पुस्तक को देखना चाहेंगे पुस्तक का शीर्षक स्ट्रैटेजीज़ फॉर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है जिसके लेखक स्कॉट फोगलर और स्टीवन ई लेब्लैंक हैं यह एक अच्छी किताब है आप पुस्तक पर एक नज़र डालना चाहेंगे यदि आप समस्या को हल करने के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं यदि आप वास्तव में कौशल प्राप्त करना चाहते हैं तब लगातार प्रयत्न के साथ एक विशेषज्ञ बन सकते हैं सन्दर्भ समय 0920 क्लोज एंडेड समस्या के समाधान पर आते है पहला सवाल यह है कि क्या जरूरत है समस्या हमसे क्या चाहता है एक बार यह स्पष्ट हो जाने पर उसे लिख लें समस्या से संबंधित जो जानकारी उक्त व्याख्यान में प्रासंगिक या उपलब्ध है उस आधार पर प्रश्न पूछें कि क्या दिया गया है या समस्या से क्या ज्ञात हैं एक बार जब ये स्पष्ट हो जाते हैं तब सवाल पूछेंगे कि हम पहले प्रश्न को दूसरे प्रश्न से कैसे जोड़ते हैं अर्थात कैसे हम इस समस्या को हल करने के लिए दिए गये या उपलब्ध जानकारियों को आपस में जोड़ सकते हैं और ऐसा करते समय हम यह भी देखेंगें कि क्या कोईमूलभूत सिद्धांत हैं जिन पर हम निर्भर हो सकते हैं जो इस समस्या को हल करने में सक्षम हैं वास्तव में समाधान प्रस्तुत करते समय मैं केवल पहले तीन का उपयोग करने जा रहा हूं कि क्या आवश्यक है क्या दिया गया है या जानकारी है कैसे हम जो दिया है और जो हम जानते उसे आपस में जोड़ सकते है और तीसरे पहलू के हिस्से के रूप में लेते हैं कि मैं इसे कैसे करने जा रहा हूं अब समस्या को हल करते है यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं हमें भाग a में दशमलव में कमी का समय ज्ञात करने की आवश्यकता है और भाग b में जीवित कोशिका सांद्रता को अपने मूल मान के 01 प्रतिशत् तक कम करने में कितनासमय लगेगा कुछ जानकारी दी गई है समाधान के रूप में बायोरिएक्टर समान ताप प्रतिक्रिया विशेषताओं के साथ एकल कोशिकाएं होते हैं इसलिए समय के साथ जीवित कोशिका सांद्रता के लॉग की रेखीय निर्भरता मान सकते हैं जैसा कि हमने व्याख्यान में देखा प्रश्न यह भी कहता है कि 70 डिग्री सेल्सियस पर जीवित कोशिका सांद्रता के लिए अपने मूल मान के 20 प्रतिशत् तक कम करने में 5 मिनट्स लगते हैं इसे देखने के बाद हम समाधान के बारे में जाने पहला सवाल जैसा कि हमने कहा कि क्या जरूरत है आइए हम इसका एक हिस्सा लेते हैं एक के बाद एक भाग a दशमलव में कमी का समय स्पष्ट है दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या ज्ञात है या दिया गया है हम जानते हैं कि यह एक एकल कोशिका निलंबन है हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी हम यह भी जानते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस पर जीवित कोशिका सांद्रता के लिए 100 प्रतिशत् से 20 प्रतिशत् तक जाने में 5 मिनट्स या 300 सौ सेकंड लगते हैं या दूसरे शब्दों में 5 गुणा कमी में 300 सेकंड लगते है आप देखते हैं कि यहाँ 5 मिनट्स को 300 सेकंड में बदल दिया गया है आमतौर पर कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ़ यूनिट्स में काम करना अच्छा होता है जो कुछ भी हो सकता है और इस पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के लिए हम ज्यादातर एस आई यूनिट्स का उपयोग करेंगे और यही कारण है कि मैंने 5 मिनट्स से 300 सौ सेकंड में बदल दिया है यह एक प्राथमिक कार्य है इसके पश्चात वास्तविक समाधान में जाना चाहिए फिर तीसरा मुख्य प्रश्न जो दिया गया है उसे आवश्यकता से कैसे जोड़ा जाए यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो मुझे यकीन है आप में से काफी लोगों ने इसका हल निकाल लिया होगा आप इस बारे में सोचें हमने डेसीमल रिडक्शन टाइम का टाइम निकाला है जिसकी हमने कुछ मिनट्स पहले समीक्षा भी की थी जैसे 2303 डिवाइडेड बाई 𝑘𝑑 D2303kd इसलिए हमें 𝑘𝑑 की आवश्यकता है यदि हमारे पास 𝑘𝑑 है तो हम D को खोज सकते हैं जो डेसीमल रिडक्शन टाइम है जो कि पार्ट a में आवश्यक है 𝑘𝑑 कैसे खोजते हैं ऐसा करने के लिए दशमलव में कमी का समय के व्युत्पन्न को देखते हैं जिससे हम समीक्षा के दौरान इससे गुजरे थे यह 𝑥𝑣 शून्य से 𝑥𝑣 तक जीवित कोशिका की सांद्रता में कमी के लिए समय देता है हमने समय का व्युत्पन्न किया था जो 10 के आधार पर लाग 2303 बटा 𝑘𝑑 है t2303kdxv0xv हमारे पास जानकारी है कि 𝑥𝑣 शून्य बटा 𝑥𝑣 द्वारा लिए गया समय 5 है xv0xv5 दूसरे शब्दों में 100 प्रतिशत् से 20 प्रतिशत् तक होने में 5 गुना की कमी हैं इसे प्रतिस्थापित करते है यह 5 होगा तब 5 गुना कमी के लिए 5 मिनट्स या 300 सेकंड की आवश्यकता है इसलिए लाग 5 10 के आधार पर 2303𝑘𝑑 300 के बराबर होगा 3002303kd5 तो 𝑘𝑑 यहाँ केवल भिन्न है और यदि भिन्न को आरोपित करते हैं तब अनिवार्य रूप से समीकरण के दोनों पक्षों में करते हैं यदि एक पक्ष को 𝑘𝑑 से गुणा करते हैं तब दुसरे पक्ष को भी 𝑘𝑑 से गुणा करेंगे तब हमे 5 log10 के आधार पर प्राप्त होगा जो 537 × 10−3 𝑠−1 होगा kd23033005537 ×10 3 s 1 मैं चाहूंगा कि आप इस उत्तर को सत्यापित करें यदि आपके पास यह उत्तर है तो ठीक है लेकिन कृपया पुनः सत्यापित करें मैंने समाधान प्रक्रिया के दौरान अपने उत्तरों को जानबूझकरसत्यापित नहीं किया है मैंने परीक्षा के प्रश्नों के लिए ऐसा किया है लेकिन यहाँ अभ्यास की समस्याओं को समस्याओं के समाधान के प्रदर्शन के अंतर्गत सौंपा गया है इसलिए मैंने जानबूझकर अपने उत्तरों को सत्यापन नहीं किया है यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है तो कृपया इसे इंगित करें यह आपके लिए एक अच्छा व्यायाम होगा अब हमारे पास 𝑘𝑑 है हम दशमलव में कमी का समय 2303𝑘𝑑 के रूप में पा सकते हैं जो अब 2303537 ×10−3 या 4289 सेकंड हो जाएगा क्योंकि यह प्रतिलोम था इसलिए हम इसे सेकंड में प्राप्त करते हैं यदि हम इसे 60 से भाग करते हैं तब 72 मिनट्स प्राप्त होगा D2303kd 2303537 ×10 3 s 14289 s72 min इसलिए इन शर्तों के तहत जीवित कोशिका सांद्रता में 10 गुणा कमी के लिए 72 मिनट्स लगते हैं सामान दशा में जीवित कोशिका सांद्रता में मूल मान का 01 प्रतिशत् कम करने के लिए क्या दिया गया है एकल कोशिका निलंबन में पूर्व की तरह 70 डिग्री सेल्सियस पर जीवित कोशिका सांद्रता को 100 प्रतिशत् से 20 प्रतिशत् तक जाने में 300 सेकंड लगते हैं हम भाग a 𝑘𝑑 का मान और दशमलव में कमी के समय का मान प्राप्त कर चुके है सवाल में दिए गये जानकारी को कैसे उपयोग करते हैं क्या दिया गया है यह ज्ञात है 𝑥𝑣 शून्य से 𝑥𝑣 जीवित कोशिका सांद्रता में कमी का समय पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और यह भी देख चुके हैं कि D log 10 2303𝑘𝑑 के बराबर है t2303kdxv0xv जब जीवित कोशिका सांद्रता अपने मूल मान के 01 प्रतिशत् तक कम हो जाती है तो यह वह स्थिति है जो समस्या b में हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम जानते हैं कि 𝑥𝑣 शून्य बटा 𝑥𝑣 01 है यह प्रतिशत् है अगर हम इसे फ्रैक्शन या भिन्न में बदलते हैं तो यह 01 से 100 हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत् हमेशा 100 में होता है इसलिए जब हमें भिन्न की आवश्यकता होती है तो हमें इसे 100 से भाग करने की आवश्यकता होती है यह 0001 या 10 की घात ऋणात्मक 3 होगा xvxv00101100000110 3 अतः xv0xv इसे हम पलटी करें तब यह 110 xv0xv110 3103 और इस प्रकार जीवित कोशिका सांद्रता को अपने मूल मान से 01 प्रतिशत् तक कम करने के लिए आवश्यक समय इस समीकरण में विभिन्न ज्ञात पहलुओं के प्रतिस्थापन से ज्ञात होगा यहाँ लाग log 10 2303537 × 10−3 𝑠−1 से 12866 𝑠 या 214 𝑚𝑖𝑛 प्राप्त होता है t2303537 ×10 3 s 110312866 s214 min यह समस्या को हल करने का एक तरीका है मैंने आपको वे सभी चरण दिखाए हैं उम्मीद है कि आप इन चरणों को समझ गए हैं यदि आप समस्या को इस तरह देखेंगे तब यदि यह आपके लिए प्राकृतिक कौशल नहीं भी है तब भी यदि आप इस प्रकार चलेंगे तो मुझे यकीन है कि आप क्लोज एंडेड समस्या को हल करने में सक्षम होंगे मुझे लगता है कि हम इसके साथ व्याख्यान 3 को समाप्त करना चाहिए व्याख्यान विभिन्न समय के होंगे वे सभी लगभग मिलकर लगभग 10 घंटे तक के होंगें हम अगले व्याख्यान 4 में मिलेंगे